अब हम देखेंगे कि पीवी ऐरे की साइजिंग किस प्रकार की जाती है पीवी ऐरे को निम्न प्रकार से लोड्स को वाट ऑवर प्रदान करने होते हैं इनमें पहला होता है डे लोड जिसे हमने Whday से दर्शाया है तथा दूसरा नाइट लोड नाइट लोड को वास्तव में दिन के समय में बैटरी में स्टोर करना होता है इसलिए दिन के समय में जब सन पावर उपलब्ध है पीवी ऐरे को इतने वाट ऑवर नाइट लोड बैटरी में पंप करने होते हैं पीवी ऐरे को अवश्य ही इसके साथ बैटरी के चार्ज एवं डिस्चार्ज लॉसेस की पूर्ति भी करनी होती है यह एक मुख्य भाग है जो पीवी ऐरे को सप्लाई करना होता है यह वाट ऑवर नाईट लोड बटा बैटरी की एफिशिएंसी के बराबर होगा तीसरा भाग वे वाट ऑवर होंगे जो बैटरी के ऑटोनोमस ऑपरेशन में उपयोग होंगे अर्थात यदि कुछ ऐसे लगातार दिन हैं जब सन पावर उपलब्ध नहीं है तब बैटरी को ही लोड को एनर्जी प्रदान करनी होगी इसलिए डेज आफ ऑटोनॉमी के दौरान लोड को एनर्जी प्रदान करने के लिए आवश्यक वाट ऑवर एनर्जी पीवी ऐरे के द्वारा बैटरी को पहले से प्रदान करनी होगी तो इन लोड कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम वर्स्ट केस सिचुएशन को समझेंगे वर्स्ट केस सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी x एक्सिस पर दिनों को दर्शाया गया है इन्हें हम कुछ इस तरह से विभाजित कर लेते हैं अब प्रत्येक भाग एक दिन है यह पहला दिन यह दूसरा दिन इस प्रकार से na तक na डेज ऑफ ऑटोनोमी की संख्या है अर्थात यह उन दिनों की संख्या है जब पर्याप्त सन पावर उपलब्ध नहीं होती तो यह डेज ऑफ ऑटोनोमी होते हैं और इन डेज ऑफ अटोनोमी के तुरंत बाद बैटरी को पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होती है बैटरी को पूर्ण चार्ज वाली पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना होता है इसलिए उन दिनों के पश्चात ये 1 से nr रिचार्ज डेज होते हैं अर्थात ये वे दिन होते हैं जिनमें बैटरी को पुनः चार्ज होना होता है ताकि डेज ऑफ ऑटोनोमी के दौरान वाट ऑवर में हुए लॉस की पूर्ति की जा सके डेज ऑफ ऑटोनोमी के दौरान हुए वाट ऑवर लॉस जिसे हम Whauto से दर्शाते हैं संभव है कि संपूर्ण Whauto की पूर्ति एक दिन में न हो सके क्योंकि इस स्थिति में पीवी ऐरे का साइज अत्यधिक ओवररेटेड होना होगा और इस तरह का सिस्टम महंगा हो सकता है और हो सकता है कि केवल इस वर्स्ट केस वाली स्थिति के लिए इतने विशाल साइज के पीवी ऐरे को लगाना इतने महत्व का न हो इसलिए सामान्यतः यह किया जाता है कि डेज ऑफ अटोनोमी के दौरान हुए एनर्जी लॉस Whauto की पूर्ति एक से अधिक दिनों nr में की जाती है जोकि डेज ऑफ रिचार्ज की संख्या होती है इसलिए पीवी ऐरे को nr दिनों तक प्रतिदिन Whauto बटा nr के बराबर अतिरिक्त एनर्जी सप्लाई करनी होती है ताकि nr दिनों में संपूर्ण एनर्जी लॉस की पूर्ति हो जाए इसलिए डेज ऑफ ऑटोनॉमी के बाद Whauto बटा nr के बराबर अतिरिक्त एनर्जी की पूर्ति पीवी पैनल के द्वारा बैटरी को करनी होती है ये Whauto बटा nr वे वाट ऑवर हैं जो ऑटोनॉमस ऑपरेशन को दर्शाते हैं यह वह भाग है जो पीवी ऐरे से प्राप्त होता है इसी तरह Whnight बटा एफिशिएंसी भी पीवी ऐरे से प्राप्त होती है तथा निश्चित ही दिन के वाट ऑवर भी पीवी ऐरे से ही प्राप्त होने होते हैं इन सब को समायोजित कर लेने पर अब हम आवश्यक वाट ऑवर पीवी लिख सकते हैं जो Whday Whnight बटा बैटरी की एफिशिएंसी के बराबर होंगे यह एक मानक आवश्यकता है जहां पीवी को डे लोड नाइट लोड तथा बैटरी के चार्ज एवं डिस्चार्ज लॉसेस के लिए एनर्जी सप्लाई करनी होगी इसके अतिरिक्त इसे डेज ऑफ अटोनोमी के लिए भी एनर्जी प्रदान करनी होगी जोकि वाट ऑवर डे प्लस वाट ऑवर नाईट है अर्थात जब सन पावर नहीं है इन दोनों को बैटरी में स्टोर करना होगा और इसीलिए यहां बैटरी की एफिशिएंसी का उपयोग किया गया है तो यह वह कुल पावर होगी जो बैटरी से उस स्थिति में प्राप्त करनी होगी जब कमजोर सूर्यताप के कारण पीवी भाग नहीं ले रहा है अर्थात यह डेज आफ ऑटोनॉमी की बात होगी यहां यह समीकरण Whauto को दर्शाता है वर्स्ट केस की स्थिति में डेज ऑफ अटोनोमी के तुरंत पश्चात पीवी को बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इतनी अतिरिक्त एनर्जी nr दिनों तक प्रतिदिन देनी होगी इसलिए इतना बटा nr किया गया है स्पष्ट है कि समीकरण का यह भाग Whauto एनर्जी को दर्शाता है इसको समीकरण के इस भाग के साथ लेने पर हमें प्राप्त होता है Whday1 naηBnr तथा समीकरण के इस भाग को लेने पर हम पाते हैं Whnightnr naηBnr इस प्रकार समीकरण को पुनः लिखने पर हम प्राप्त करते हैं Whday1 naηBnr Whnightnr naηBnr यहाँ ηB बैटरी की एफिशिएंसी को दर्शाता है इस प्रकार पीवी के आवश्यक वाट ऑवर की गणना करने के लिए यह समीकरण होगा अब ऐरे के पीक वाट की गणना की जा सकती है Pm को पीवी के वाट ऑवर बटा Hatmin से बड़ा होना चाहिए तो अब आपको पता करना होगा कि Hatmin क्या है जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक टिल्टेड सरफेस पर होने वाली इंसिडेंट एनर्जी का वर्षभर का न्यूनतम मान है हम जानते हैं इसे कैसे करना है हमने इसके लिए आवश्यक प्रोग्राम फाइल्स भी विकसित कर ली हैं आपको सिर्फ लैटिट्युड तथा टिल्ट का मान फीड करना होगा और आपको Hatmin का मान प्राप्त हो जाएगा बेंगलुरु के लिए हमने इसका मान लगभग 45 किलोवाटआवर पर मीटर स्क्वायर पर डे प्राप्त किया था तो WhPVHatmin और यहां Hatmin की यूनिट्स ऑवर है न कि किलोवाटआवर पर मीटर स्क्वायर पर डे क्योंकि हम Hatmin का मान 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन मानक इन्सोलेशन के इतने घंटों के रूप में दर्शा रहे हैं इसलिए यहाँ Hatmin संख्यात्मक रूप से तुल्य मानक इन्सोलेशन के घंटों के बराबर होगा और तब हम पीवी पैनल के इन्ट्रिंसिक एरिया की गणना कर सकते हैं जोकि Pm बटा पैनल की एफिशिएंसी के बराबर होगा इसके अलावा वास्तविक रियल इस्टेट एरिया जिसमें वाकिंग एरिया सर्विस एरिया मेंटेनेंस एरिया इत्यादि शामिल होंगे इन्ट्रिंसिक एरिया के 13 गुना के बराबर होगा तो ये वो समीकरण हैं जिनका पीवी ऐरे की साइजिंग में उपयोग किया जाएगा ध्यान दें कि यदि na अर्थात डेज ऑफ ऑटोनोमी की संख्या शून्य हो तथा nr अर्थात डेज ऑफ रिचार्ज की संख्या भी शून्य हो तो वाट ऑवर पीवी समीकरण के पहले भाग द्वारा ही दिया जाएगा जिसमें कि वाट ऑवर डे प्लस नाईट लोड प्लस बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज लॉसेस शामिल हैं अब इसे हम उस उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं जिसकी चर्चा हम करते हुए आ रहे हैं बैटरी साइजिंग तथा लोड प्रोफाइलिंग के लिए उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं याद करें कि हमारे पास लोड 1 लोड 2 तथा लोड 3 हैं जिनके लिए कुल डे लोड 612 वाट ऑवर तथा कुल नाईट लोड 9144 वाट ऑवर हमने कैलकुलेट किया था इन दोनों संख्याओं का उपयोग करके हम पीवी ऐरे के आवश्यक साइज की गणना करने का प्रयत्न करते हैं वाट ऑवर पीवी 612 वाट ऑवर डे लोड के लिए तथा 9144 वाट ऑवर नाईट लोड के लिए है इसके साथ ही हमें चार्ज डिस्चार्ज लॉसेस को भी सम्मिलित करना होगा चूँकि बैटरी की एफिशिएंसी 07 अथवा 70 है कुल मिलाकर हमें 1918 वाट ऑवर प्राप्त होते हैं ऐरे पीक वाट Pm को 1918 बटा Hatmin से बड़ा होना चाहिए बेंगलुरु के लिए Hatmin का मान 458 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे हमने प्राप्त किया था और जिसे हम यहां ऑवर की यूनिट्स में दर्शा रहे हैं अर्थात 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वेयर इन्सोलेशन के इतने घंटों के रूप में इससे हमें 4188 वाट पीक अथवा 04 पर किलोवाट पीक प्राप्त होगा अब मानक उत्पादकों से एक पीवी सेल का चयन करें उदाहरण के लिए हम 16 एफिशिएंसी वाले मोनोक्रिस्टलाइन पीवी सेल का चयन करते हैं यदि हम पीवी पैनल के इंट्रिन्सिक एरिया की गणना करें तो यह Pm बटा पीवी पैनल की एफिशिएंसी होता है निश्चय ही यदि Pm किलोवाट में है तब डिनोमिनेटर में इनपुट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंसिडेंट इन्सोलेशन होगा किंतु यदि Pm को वाट में व्यक्त करें तो इनपुट इन्सोलेशन को1000 वाट पर मीटर स्क्वायर लेना चाहिए अर्थात इस प्रकार यूनिट्स का उपयोग करना चाहिए इसलिए यदि आप 4188 वाट पीक लेते हैं तथा उसे 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर में 016 एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो आपको 2617 मीटर स्क्वायर इन्ट्रिंसिक ऐरे एरिया प्राप्त होता है रियल इस्टेट एरिया पैनल के इन्ट्रिंसिक एरिया से 30 अधिक होगा जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह मेंटेनेंस क्लीनिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग होगा 216175 का 13 गुना 34 मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है इसलिए इस विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए रूफटॉप पर 34 मीटर स्क्वेयर एरिया को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आप पीवी ऐरे जिसकी कुल क्षमता 4188 वाट पीक अथवा लगभग 420 वाट पीक है को स्थापित कर सकें इस प्रकार आप पीवी ऐरे के साइज का चयन करते हैं